हम पहले अध्यारोपण प्रमेय और प्रतिस्थापन प्रमेय को देख चुके हैं अब मैं इनके लिए मामूली विस्तार पर विचार करूंगा अब ये विस्तार तुच्छ लग सकते हैं लेकिन हम इनका उपयोग अन्य प्रमेयों को सिद्ध करने के लिए करेंगे इसलिए मैं इनका स्पष्ट रूप से उल्लेख करने जा रहा हूँ अब जब मैं सुपरपोजिशन प्रमेय पर चर्चा करता हूं तो मैंने कहा कि यदि आपके पास स्वतंत्र स्रोतों की संख्या वाला एक सर्किट है और शेष घटक रैखिक हैं तो प्रतिरोधक और नियंत्रण स्रोत हैं आप एक समय में एक स्रोत पर विचार करके प्रतिक्रिया यानी वोल्टेज या सर्किट में कहीं भी करंट पा सकते हैं अब मेरे पास जो मामूली विस्तार है वह निम्नलिखित है मुझे एक समय में एक स्रोत लेने की आवश्यकता नहीं है मैं एक समय में कई स्रोत ले सकता हूं और ऐसा करते समय मेरे विचार से मुझे किसी भी स्रोत की दोहरी गणना नहीं करनी चाहिए और मुझे सभी स्रोतों को पूरी तरह से कवर करना चाहिए बस इतना ही वही आपको समाधान भी देता है विशिष्ट उदाहरणों के साथ विशिष्ट स्रोतों के साथ इस पर चर्चा करना आसान है इसलिए मैं यही करने जा रहा हूं तो मान लें कि यह सर्किट का रैखिक हिस्सा है यानी इसमें प्रतिरोधक और रैखिक नियंत्रण स्रोत हैं और तीन स्वतंत्र स्रोत हैं बस सादगी के लिए मैं इस पर विचार करूंगा मैंने पहले जो कहा था मान लें कि मुझे सर्किट में कहीं V x मापना है तो मैं इसे इन तीन मामलों में से कुछ के रूप में सोचूंगा पहला जिसमें केवल करंट स्रोत सक्रिय हैं तो मान लें कि एक लेबल V 1 V 2 और V 3 है तो पहला वाला केवल I 1 सक्रिय है और दूसरा केवल V 2 सक्रिय है और तीसरा केवल V 3 सक्रिय है मैं इनमें से प्रत्येक मामले के साथ Vx को मापता हूं मैं इसVx 1 Vx 2 और Vx 3 को स्तरित कर सकता हूं यह वही जगह है जहां मैं वी एक्स मापता हूं यह एक ही शाखा में है मान लीजिए या उसी के बीच दो नोड्स फिर मैं इन मामलों को सुपरपोज कर दूंगा और समाधान ढूंढूंगा Vx Vx 1 प्लस Vx 2 प्लस Vx 3 है मैंने जिस छोटे से विस्तार का उल्लेख किया है वह यह है कि मुझे एक समय में एक स्वतंत्र स्रोत लेने की आवश्यकता नहीं है मैं कई स्रोत ले सकता था उदाहरण के लिए यहां मैं इस मामले को दो मामलों के सुपरपोजिशन के रूप में सोचता हूं जिसमें एक I 1 और V 3 सक्रिय हैं और दूसरा जिसमें केवल V 2 सक्रिय है इसलिए मुझे केवल यह सुनिश्चित करना है कि जिन मामलों पर मैं विचार करता हूं सबसे पहले मैं सभी स्रोतों को लेता हूं वे सभी एक बार और बिल्कुल एक बार होने चाहिए मुझे उनमें से किसी की भी दोहरी गणना नहीं करनी चाहिए तो यहाँ I 1 और V 3 को इस मामले में माना जाता है और V 2 को उस मामले में माना जाता है इसलिए यह ठीक है तो मैं सिर्फ इन दो मामलों को सुपरपोज कर सकता हूं औरVx Vx 1 के बराबर होगा जब I 1 और V3 सक्रिय हैं प्लस Vx 2 जो वी V 2 सक्रिय होने पर प्राप्त होता है तो मैं पिछले मामले 2 का विस्तार करना चाहता था महत्वपूर्ण बिंदु जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया था सभी स्रोतों को शामिल किया जाना चाहिए और किसी भी स्रोत की दोहरी गणना नहीं की जानी चाहिए तो बस इतना ही यह बिल्कुल स्पष्ट है और आप शायद महसूस करेंगे कि यह सच है लेकिन मैंने वैसे भी इसका स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है आइए अब हम प्रतिस्थापन प्रमेय पर विचार करें तो यहाँ फिर से मैंने कहा कि अगर मेरे पास कोई सर्किट है तो इस मामले में कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह रैखिक है गैर रेखीय या जो कुछ भी है और कुछ शर्तों के तहत मैं एक तत्व देता हूं यह एक अवरोधक हो सकता है यह हो सकता है कुछ और भी इसके पार एक निश्चित वोल्टेज V शून्य है और एक निश्चित धारा I इसके माध्यम से शून्य है यह केवल वोल्टेज मूल्यों की इन विशिष्ट स्थितियों के लिए लागू होता है और इसी तरह यह हमारे बराबर होने के बारे में सोचा जा सकता है इसमें वोल्टेज और धाराएं बिल्कुल वैसी ही होंगी जैसे कि तत्व को वोल्टेज स्रोत V शून्य द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है और यह भी बराबर होता है कि तत्व को करंट स्रोत द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था जो कुछ भी नहीं वोल्टेज इस पार था आप इसे उस मान के वोल्टेज स्रोत से बदल सकते हैं जो भी करंट प्रवाहित हो रहा है आप उसे उस मान के करंट स्रोत से बदल सकते हैं यह प्रतिस्थापन प्रमेय है अब मैं जिस मामूली विस्तार का उल्लेख करता हूं वह यह है कि इसे प्रतिस्थापित करने के लिए आपके पास केवल एक तत्व नहीं है आपके पास कई तत्व हो सकते हैं इसलिए उदाहरण के लिए मान लें कि हमारे पास तीन तत्वों का एक श्रृंखला संयोजन था और श्रृंखला संयोजन में मेरे पास एक वोल्टेज V 1 था बस दूसरे मामले से अलग करने के लिए मैं इसे V 1 कहूंगा और श्रृंखला संयोजन के माध्यम से मेरे पास एक करंट था I 1 अब यह बिल्कुल बराबर है मैं इन तीनों को एक साथ V 1 के वोल्टेज स्रोत के साथ बदल सकता हूं इसलिए मैं इस पूरी श्रृंखला संयोजन को उसके साथ बदल रहा हूं या मैं श्रृंखला संयोजन को मूल्य I 1 के करंट स्रोत के साथ भी बदल सकता हूं तो यह विस्तार है आप क्या प्रतिस्थापित करते हैं एक एकल घटक होने की आवश्यकता नहीं है बिंदु मैं यहाँ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ अब इसे आगे बढ़ाते हुए मान लीजिए कि मेरे पास दो सर्किट एक साथ जुड़े हुए थे इस सर्किट को मैं N कहता हूं और इस सर्किट को मैं N 1 कहता हूं और वे केवल दो बिंदुओं पर जुड़े हुए हैं यानी इस या उस एक के लिए सर्किट में कहीं और कोई कनेक्शन नहीं है अंदर बहुत सारे घटक हो सकते हैं लेकिन यह सर्किट और वह सर्किट केवल इन दो बिंदुओं पर जुड़ा हुआ है और यह पता चला है कि इस पर वोल्टेज V 2 कहते हैं और उस तरफ जाने वाली धारा I 2 है अब क्योंकि यह केवल इन दो बिंदुओं पर जुड़ा हुआ है इस पूरी सतह के लिए किरचॉफ के करंट कानून को लागू करते हुए हम देखते हैं कि उस तरह से वापस आने वाली धारा भी I 2 होनी चाहिए अब मैं क्या कर सकता हूं मैं कर सकता हूं इस पूरे नेटवर्क N 1 को मूल्य V2 के वोल्टेज स्रोत के साथ या I 2 के करंट स्रोत के साथ प्रतिस्थापित करें तो यह बात यहाँ इस पूरे नेटवर्क N1 के लिए एक प्रतिस्थापन है इसी तरह यह यहाँ पूरे नेटवर्क के लिए एक प्रतिस्थापन है N 1 तो यह प्रतिस्थापन प्रमेय का मामूली विस्तार है